इस क्लास में डुअल को हल करने के कुछ पहलुओं को देखेंगे मैं इस समस्या को हल करने के साथ कुछ मैट्रिक्स नोटेशन भी प्रस्तुत करूंगा और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करने के मैट्रिक्स तरीके को भी पेश करूंगा अब फिर से हम परिचित समस्या पर लौटते हैं जिसमें हमारे पास 3X1 3X2 ≥ ≤ 21 और 4X1 3X2 ≤ 24 के लिए मैक्सिमाइज 10X1 9X2 हैं हम पहले से ही जानते हैं कि इष्टतम समाधान Z 66 के साथ X1 3 X2 4 है अब यहाँ डुअल डुअल है जो हमने देखा है और हम जानते हैं कि डुअल का इष्टतम समाधान W 66 के साथ Y1 2 Y2 1 है चलिए अब हम यह दिखाने के लिए कुछ मैट्रिक्स नोटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं शुरू से शुरू होने में बहुत अधिक समय व्यतीत हो सकता है लेकिन आइए हम मैट्रिक्स पद्धति को थोड़ा देखते हैं अब मान लेते हैं कि मैं X1 और X2 के लिए हल कर रहा हूं X1 और X2 फॉर्म को जिसे बेसिक फॉर्म कहा जाता है XB जो कि बेसिक वैरिएबल्स का एक सेट है बेसिक वैरियेबल्स के सेट को बेसिस कहा जाता है आइए हम कहते हैं कि X1 X2 अब बेसिक वैरियेबल्स का सेट है यदि हम किसी भी XB के लिए हल कर रहे हैं तो यदि आपको समीकरणों को हल करने के कुछ मैट्रिक्स के तरीके याद हैं तो समीकरणों का हल XB के रूप में दिया जाता है जो AB 1 है जहां A कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है हम नोटेशन कैपिटल B का उपयोग करते हैं तो XB B 1 B के बराबर है अब यदि मैं प्राइमल में बेसिक वेरिएबल को जानता हूं यदि मैं प्राइमल में बेसिक वेरिएबल को जानता हूं जिसके लिए मैं हल कर रहा हूं तो XB B 1 B के बराबर होगा मैं आपको बताता हूं की कैपिटल B मैट्रिक्स क्या है और इसके इन्वर्स दिए गए बेसिस के लिए डुअल का करेस्पॉन्डइंग समाधान CB B 1 CB B 1 द्वारा दिया गया है चलिए आपको यह पूरी गणना मैं बेसिक वेरिएबल के रूप में X1 और X2 मानकर दिखाता हूं तो XB X1 X2 है अब यह कैपिटल B बेसिस मैट्रिक्स कहलाता है इसके विपरीत कैपिटल B को मैं बेसिस चिन्हित कर रहा हूं अब बेसिस क्या है यदि X1 और X2 बेसिक वेरिएबल है तो X1 कोएफिशिएंट के लिए बेसिस 3 और 4 है अब B के पहले कॉलम में 3 और 4 आएंगे X2 दूसरा बेसिक वेरिएबल है और याद रखें यहां पर दो इक्वेशंस है इसीलिए हम केवल दो ही बेसिक वैरियेबल्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं अब X2 दूसरा बेसिक वेरिएबल है जिसके लिए 3 और 3 यहां है इसीलिए 3 और 3 यहां पर भी है यह आपका मैट्रिक्स B है इसलिए B को यह निर्धारित करता है अब यह इन्वर्स B 1 B 1b स्मॉल b जो यहां दाहिने हाथ पर दिख रहा है स्मॉल b जो यहां पर भी दाहिने हाथ की तरफ है अब आप क्या कर सकते हैं आप इसको RHS मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपने पहले भी मैट्रिक्स इंवर्जन करना सीखा है पहला तरीका जो सीखा था मैट्रिक्स इंवर्जन का वह है डिटर्मिनेंट का पता लगाना और कोफैक्टर और एडज्वाइनट और डिटर्मिनेंट B का एडज्वाइंट B ही B इन्वर्स है अब B 1 इन्वर्स मैट्रिक्स है दिए हुए नॉन जीरो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अब यदि B दिया हुआ स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो B 1 एक और उसी आकार का मैट्रिक्स इस प्रकार से है जिसमें B x B 1 हैं B x B 1 I आई है और B 1 x B भी बराबर है I आई के अब आप डिटर्मिननेंट कॉफैक्टर और एडज्वाइंट का पता कर सकते हैं और यदि ऐसा करते हैं तो आपकी B 1 मैट्रिक्स ऐसी दिखेगी अब यह आपकी B 1 मैट्रिक्स है B 1x B RHS 21 24 मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के द्वारा देगा जो है 3 और 4 3 x 21 28 4 सॉल्यूशन X1 3 X2 4 जो बेसिक X1 X2 के लिए आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन है अब यहां डुअल की वैल्यू क्या होगी यहां पर डुअल को सॉल्व करते हुए हमने सोल्यूशन प्राप्त किया डुअल ऑप्टिमेलिटी को सॉल्व करते हुए हमने Y12 Y2 1 प्राप्त किया दिए हुए डुअल CBD 1 मे CB क्या है CB XB के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एफिशिएंट है अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट X1 X2 के लिए 10 और 9 है अब CB 10 है 9 B 1 B 1 के समान है आप इसे प्राप्त करने के लिए B इनवर्टेड को निकाल सकते हैं और अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं 9 x 43 9 x 4 3 36 3 जो कि 12 10 12 2 और 1 है अब डुअल के लिए ऑप्टिमम सोल्यूशन 2 और 1 है जिसमें Y12 Y2 1 अब हम इसे हमेशा अपने लिए ऐसे कर सकते हैं यह दिखाना संभव है की सिंपलेक्स एकदम ऐसा करता है और हम देखेंगे कि कैसे सिंपलेक्स एकदम ऐसा ही करता है तो अब हम यह दिखाने के लिए वापस जाते हैं यह सिम्प्लेक्स टेबल है और हम देखते है कि X1 X2 को दूसरे तरीके से दिखाया गया है और अब हम देखते है X1 3 X2 4 Y1 2 Y2 1 और फिर हमें पता चलता है कि जब से हमने X1 X2 किया था अब B 1 जो हमने यहां से गणना की है वह 1 43 1 1 है और अब आपको पता चलता है कि यह 1 4 3 1 1 है यह अन्य तरीके से दिखाया गया है इसका कारण X2 है जो पहले आ रहा है अगर मैंने X2 X1 को बेसिस के रूप में लिया है जिसका मतलब है कि अगर मैंने 3 3 3 4 के साथ शुरू किया है तो B 1 यहां होगा क्योंकि मैंने 3 4 3 3 के साथ शुरू किया था पहले कॉलम का B इन्वर्स B 1 यहाँ है और दूसरे कॉलम का B 1 यहाँ है अब हम पहले से ही जानते हैं कि प्राइमल सॉल्यूशन यहाँ दिखाया गया है और डुअल सॉल्यूशन यहाँ दिखाया गया है अब हम यह भी जानते हैं कि यह प्राइमल सॉल्यूशन B 1 B है और हम देख सकते हैं कि डुअल सॉल्यूशन CB B 1 है अब पिछली स्लाइड में हमने 10 और 9 को गुणा किया क्योंकि मैंने X1 को पहले और X2 को दूसरे स्थान पर ले लिया था अगर मैं X2 पहले और X1 दूसरा लेता हूं तो मैं 9 और 10 से गुणा करूंगा जो कि हमने वास्तव में किया था CB B 1 यदि आप इस वैल्यू को देखते हैं तो नेगेटिव 0 होगा 9 x 43 तो यह B 1 गुणा CB का एक कॉलम है हम यहां पहुंचे यहाँ हमें B 1 गुणा CB का अन्य कॉलम मिला तो सिम्पलेक्स क्या करता है सिम्प्लेक्स रो कॉलम ऑपरेशन के द्वारा B 1 B और CB B 1 करता है इस प्रकार हम सिम्प्लेक्स टेबल में प्राइमल के समाधान के साथ साथ डुअल के समाधान को देखने में सक्षम हैं हम Cj Zj के नेगेटिव रूप को देखने में सक्षम हैं अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे दिखा सकते हैं अब हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम लेते हैं जो हमने पहले देखी थी जब हमने सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म किया था प्रॉब्लम 7X1 5X2 को निम्न के अधीन X1 X2 ≥ 4 के अधीन 5X1 2X2 ≥ 10 मिनिमाइज करना है जहां X1 X2 ≥ 0 हैं एक बार फिर अगर X1 X2 बेसिस है अगर X1 X2 बेसिस हुआ तो B मैट्रिक्स XB B 1 B है तो B मैट्रिक्स बेसिस के करेस्पॉन्डइंग कॉलम हैं तो X1 X2 उस क्रम में 1 और 5 1 और 2 है इसलिए मैंने 1 और 5 लिखा है और मैंने 1 और 2 लिखा है अब हमें एक बार फिर से इसका इनवर्ट उल्टा करना होगा फिर हमें निर्धारक कोफैक्टर निकटता या किसी अन्य तरीके से इसे इनवर्ट उल्टा करना होगा मैट्रिक्स निर्धारक 2 5 जो 3 है और इसी तरह अन्य हम निर्धारक की गणना करते हैं तो हमें B 1 मिलता है हम इनवर्स की गणना करते हैं हमें B 1 मिलेगा तो इस प्रकार X B B 1 तो यह गुणा RHS 4 10 हमें 2 3 x 4 103 देगा तो 8 3 103 22 3 और 5 3 1 103 10 3 है तो यह प्राइमल सॉल्यूशन का समाधान है डुअल के लिए CB B 1 होगा CB X1 X2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट है जो 7 और 5 है तो 7 और 14 3 253 113 73 53 यह 23 है अब हम देखते हैं कि जब हमने बिग M विधि को अंजाम दिया तो हमें पता चला कि नेगेटिव ने यह दिखाया तो नेगेटिव यह वैल्यू दिखाती है लेकिन क्योंकि हम बिग M का उपयोग करते हैं आईडेंटिटी मैट्रिक्स यहां है अब बिग M की वजह से हमारे पास ये वैल्यू है जबकि हमारे पास आईडेंटिटी मैट्रिक्स का ऋणात्मक है जो I मैट्रिक्स है तो इसे नेगेटिव वैल्यू के साथ देखा जा सकता है तो 113 और 23 यदि आप पिछली स्लाइड पर वापस जाते हैं तो देखेंगे कि वैल्यू 113 और 23 हैं अब आप देखते है कि इस स्लाइड में हम यह 113 और 23 देख सकते हैं तो हम बिग M विधि का उपयोग करते हैं तो यह बिग M विधि पर आधारित सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म है अब हम B 1 वैल्यू की भी जांच कर सकते हैं यदि आप पिछली स्लाइड पर वापस जाते हैं B 1 2 3 53 13 1 3 2 3 53 13 1 3 5 3 23 13 1 3 है आप B 1 को सीधे माइनस I के तहत देख सकते हैं जब हम ऐसा करते हैं तो माइनस गुणा होता है जो हमें ध्यान से देखना और समझना होगा कि यह B 1 है B 1 यहां है इस केस में B 1 वास्तव में यहाँ है हम उदाहरण के लिए यह भी देखते हैं कि यदि हमने उसी समस्या के लिए डुअल सिम्पलेक्स इटरेशन की हैं तो हम फिर से देखते हैं कि प्राइमल समाधान 23 103 है डुअल समाधान 113 23 113 23 है आप 113 23 देख सकते हैं यहाँ हो रहा है 23 10 X1 23 X2 10 3 आप B 1 5 3 23 13 और 1 3 भी देख सकते हैं यहां आप इसे नेगेटिव साइन के साथ देखते हैं क्योंकि आप 2 3 53 देखते हैं जहां अब यह माइनस 53 23 हो गया था क्योंकि X1 X2 को इंटरचेंज किया गया था मैं यहां पहले X1 और फिर X2 का उपचार कर रहा हूं जबकि इसमें आप यह देखते है कि X2 पहले आता है और फिर X1 इसलिए हमने 53 23 को इंटरचेंज किया जबकि अब देखते हैं कि यह माइनस 23 53 है इसलिए आप 1 का गुणन देखते हैं 1 का गुणन आता है क्योंकि यहाँ पर डुअल सिम्पलेक्स तरीका है तो आप देखते हैं कि मूल चीज़ वास्तव में माइनस मैट्रिक्स है लेकिन फिर हमने RHS को नेगेटिव रखा हमने 1 को गुणा किया तो B 1 माइनस 1 के साथ गुणा हो जाता है जब हम डुअल सिम्प्लेक्स करते हैं और B 1 का नेगेटिव यहां दिखाया गया है जिसे हमें सावधानी से निरीक्षण करना होगा जब भी हम डुअल सिम्प्लेक्स संबंधी समस्याएं कर रहे हैं B 1 सीधे दिखाई नहीं देगा लेकिन B 1 का नेगेटिव प्रभाव दिखाई देगा और हमें उस पहलू को समझने की जरूरत है यह वह समस्या है जिसे हमने हाल ही में देखा जहां हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट और दो वेरिएबल थे मैं सिर्फ एक इष्टतम समाधान दिखा रहा हूं अब अगर हम इसे बहुत सावधानी से लेते हैं अगर हम इसे लेते हैं यह से अधिक और के बराबर कंस्ट्रेंट है यदि हम समीकरण को minus 5X1 8X2 7X3 X5 40 के रूप में लेते हैं और यदि X5 X4 X1 लिए जाते हैं तो X5 के लिए हम 5 7 5 वैल्यू लेंगे X5 के लिए 0 1 0 लेंगे X4 के लिए हम 1 0 0 लेंगे X1 के लिए 3 5 और 4 लेंगे और यदि हम B 1 multiplied by 30 40 36 करते हैं तो यह हमें सीधे यह वैल्यू दे देगा तो बी 1 x 30 40 36 हमें यह वैल्यू देगा डुअल X4 X5 X6 Y1 Y2 और Y3 द्वारा दिया जाएगा Y3 1 और यहां वैल्यू 36 होगी X1 9 और वैल्यू 36 होगी तो आप सिम्प्लेक्स को एक विधि के रूप में देख सकते हैं जो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किसी दिए गए बेसिस के लिए B 1 की गणना करता है और फिर प्राइमल समाधान और डुअल समाधान की गणना करता है और यह एक कोने से दूसरे कोने में जाता है करेस्पॉन्डिंग बेसिस को चुनता है हर कॉर्नर प्वाइंट वेरिएबल से भिन्न होता है जो अंदर आता है और बाहर जाता है इस प्रकार यह एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे एडजसेंट कॉर्नर पॉइंट पर जाता है और इस प्रकार यहां विभिन्न कॉर्नर पॉइंट्स पर जाता है जब तक कि इष्टतम समाधान प्राप्त ना हो जाए प्राइमल और साथ ही साथ डुअल के समाधान को खोजना हमेशा संभव है जब हम सिंपलेक्स टेबल या डुअल सिंपलेक्स टेबल या दोनों को मिश्रित रूप से उपयोग करते हैं जब हम एक डुअल सिम्प्लेक्स टेबल करते हैं तो B इसका इन्वर्स inverse प्रभाव दिखाता है जब हम सिम्प्लेक्स करते हैं तो B 1 सीधे दिखता है जब हम मिश्रित रूप से उपयोग करते हैं तो जहां भी हमारे पास 1 के साथ गुणन करते हैं तो यह नेगेटिव हो जाता है और यह थोड़ा अधिक जुड़ जाता है तो इसके साथ हम डुअल और डुअललिटि पर अपनी चर्चा के अंत में आते हैं इसलिए इस बिंदु पर एक प्रश्न यह है कि हमने कितना समय बिताया है अध्ययन में डुअल को समझने में एक ही समय में यह देखने की कोशिश की कि डुअल एक सिंपलेक्स टेबल में है डुअल का क्या अर्थ है इसलिए हमें एक और सवाल पूछना है कि यह लीनियर प्रोग्रामिंग और ऑपरेशंस रिसर्च को सीखने में हमारी मदद कैसे करता है और हमें इस पहलू को देखना होगा अब सिम्प्लेक्स एक ऐसा तरीका है जिससे हमें समझने में मदद मिली डुअल सिम्प्लेक्स ने हमें यह समझने में मदद की कि यह प्राइमल के साथ साथ डुअल को हल करता है और प्रत्येक लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक डुअल होता है और हम डुअल को हल कर सकते हैं एक और तरीका है जिसकी मुझे समझ है या तो सिम्पलेक्स या डुअल सिम्प्लेक्स है हमारे पास प्राइमल व्यवहार्यता है हमारे पास डुअल व्यवहार्यता है जो कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस से जुड़ी हुई है इसलिए अगर हमारे पास एक एल्गोरिथ्म है जो कि प्राइमल व्यवहार्यता को बनाए रखता है और फिर डुअल व्यवहार्यता को प्राप्त करता है तो यह इष्टतम है यदि हमारे पास एक एल्गोरिथ्म है जो डुअल व्यवहार्यता को बनाए रखता है और प्राइमल व्यवहार्यता तक पहुंचता है और इसे प्राप्त करता है तो हमें इष्टतम मिलता है इस प्रिंसिपल को हमें समझने की आवश्यकता है क्योंकि इस सिद्धांत का उपयोग एल्गोरिदम जैसे सिम्पलेक्स बनाने के लिए किया जा सकता है एल्गोरिदम जो कि प्राइमल व्यवहार्यता डुअल व्यवहार्यता और कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस और इस तरह के तरीकों के बारे में बात करते हैं विभिन्न लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद कर सकते हैं लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की तेजी से और बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं अब हम दो समस्याओं को देखेंगे इस पाठ्यक्रम में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है और हम असाइनमेंट प्रॉब्लम देखेंगे यह दोनों अनिवार्य रूप से लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फिर हम विभिन्न एल्गोरिदम को देखेंगे और इन समस्याओं को हल करने के लिए इन एल्गोरिदम को अनिवार्य रूप से डुअलिटी प्रिंसिपल के आसपास बनाया गया है यह एक प्राइमल फिजिबल सॉल्यूशन के सिद्धांत और एक करेस्पॉन्ड ड्युअल फिजिबल सॉल्यूशन की खोज के लिए बनाया गया है या एक डुअल फीजिबल सॉल्यूशन होने और एक करेस्पॉन्डिंग प्राइमल फीजिबल सॉल्यूशन के लिए खोज करते हैं और अगर हमें यह मिलता है कि हम इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के इष्टतम तक पहुंचते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम पर अधिक विस्तृत चर्चा हम अगले दो मॉड्यूल में देखेंगे